नमस्कार और लीनियर और प्लेनार एंटीना ऐरे पर आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में मैंने डाईपोल एंटीना मोनोपोल एंटीना स्लॉट एंटीना और लूप एंटीना के बारे में बात की है उन सभी 4 एंटीना के लिए विशिष्ट गेन 2 dB के क्रम का है और वे ओमनीडायरेक्शनल एंटीना हैं कई अनुप्रयोग हैं जहां हम एक उच्च गेन वाले एंटीना को पसंद करेंगे जिसमें नैरो बीमविड्थ है और साथ ही इसका एक डायरेक्शनल पैटर्न भी है इसलिए आज मैं एंटीना के गेन को बढ़ाने के लिए लीनियर और प्लेनार एंटीना ऐरे के बारे में बात करने जा रहा हूं तो हम प्रेजेंटेशन की आउटलाइन के साथ शुरू करते हैं तो मैं 2 आइसोट्रोपिक सोर्स के ऐरे के साथ शुरू करूंगा फिर मैं पैटर्न मल्टीप्लिकेशन के सिद्धांत के बारे में बात करूंगा इसके बाद मैं यूनिफॉर्म एंप्लीट्यूड वाले N एलिमेंट के लीनियर ऐरे को कवर करूंगा हम 3 अलग अलग मामलों को ब्रॉडसाइड रेडिएशन पैटर्न साधारण एंडफ़ायर रेडिएशन पैटर्न और स्कैनिंग ऐरे लेगे उसके बाद हम नॉन यूनिफार्म एंप्लीट्यूड के साथ लीनियर ऐरे के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बाद प्लेनार ऐरे होंगी तो चलिए 2 आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स की ऐरे के साथ शुरू करते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 सोर्स है और 2 एलिमेंट सोर्स 2 के बीच डिस्टेंस d है और ये 2 एलिमेंट ओरिजिन के आसपास सेंटर्ड हैं इसलिए यह डिस्टेंस d 2 है यह भी d 2 है अब हम पॉइंट P पर फील्ड का पता लगाना चाहते हैं जो ओरिजिन से r की डिस्टेंस पर है और 2 एलिमेंट से डिस्टेंस r1 और r2 है तो अब हम देखते हैं कि हम फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पा सकते हैं तो कुल फील्ड टर्म द्वारा दिया जाएगा EEoe jβr1Eoe jβr2 E E0 मेग्नीट्यूड है e jβr1 e jβr2 फेज टर्म है अब हमने E0 को समान क्यों लिया है क्योंकि बहुत बड़ी डिस्टेंस एंप्लीट्यूड है इस एलिमेंट से और दूसरा एलिमेंट लगभग एक ही होगा बेशक यहाँ एप्रोक्सीमेशन है कि r d और अगर यह मामला है तो हम एप्रोक्सीमेटली r1 और r2 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आइए हम देखें कि r2 क्या है r2 यह डिस्टेंस है r1≅rd2cos r2≅r d2cos rd90 अब हम r1 और r2 के मान को इस विशेष एक्सप्रेशन में सब्सीटीट्यूट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि r1यह टर्म है EEoe jβre jβd2cosejβd2cos Eoe jβre j2ej2 मैं सिर्फ कई पुस्तकों का उल्लेख करना चाहता हूं जो k 2लिखते हैं तो कृपया अन्य सिंबल के बारे में भी अवगत रहें E2Eoe jβre j2ej22 E2Eocos22Eocosπdcos तो यह 2 एलिमेंट 1 और 2 के कारण फील्ड के लिए फार अवे पॉइंट पर एक्सप्रेशन है और इन दोनों एलिमेंट को समान एंप्लीट्यूड समान फेज के साथ फीड किया गया है और वे आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स हैं तो अब हम कुछ विशेष मामलों को लेते हैं तो एक ही एंप्लीट्यूड और फेज के 2 आइसोट्रोपिक सोर्स हैं इसलिए अब हम E के नार्मलाइज्ड मूल्य लिख सकते हैं आप देख सकते हैं कि 2 E0 यहां नहीं आ रहा है क्योंकि यह नार्मलाइज्ड फील्ड है जब भी हम एंटीना पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम हमेशा नार्मलाइज्ड रेडिएशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो आइए हम एक मामला लेते हैं जब 2 एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस λ 2 के बराबर होती है इसलिए यदि हम d λ2 के मान को यहाँ पर सब्सीटीट्यूट करते हैं तो यह एक्सप्रेशन cos d λ 2 हो जाती है जो कि π2cosφ हो जाता है अब हमें रेडिएशन पैटर्न को प्लॉट करने की आवश्यकता है मैं आपको केवल 3 अलग अलग मामलों के लिए दिखाने जा रहा हूं आप अपने से बाकी का निर्माण कर सकते हैं तो हम इन मामलों को अब लेते हैं और यह है कि जब φ 0 तो φ 0 इस डायरेक्शन में φ 900 इस विशेष डायरेक्शन में तो φ 0 पर cos 0 1 तो cos π 2 0 φ 600 पर Ecos2cos60 cos412 और यह मेरे पास है आपको 0 60 90 के लिए दिखाया गया है इसी तरह आप बाकी पैटर्न को प्लॉट कर सकते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाफ पावर बीमविड्थ कुछ भी नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि हम हाफ पावर बीमविड्थ को कैसे परिभाषित करेंगे जहां फील्ड 12सिमट जाता है तो इस विशेष प्लॉट से अब हाफ पावर बीमविड्थ निर्धारित किया जा सकता है और यह 300 और 300 होगा तो कुल 600होगा अब इस विशेष प्लेन में यह हाफ पावर बीमविड्थ है लेकिन इस विशेष प्लेन में फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो इस विशेष प्लेन में हाफ पावर बीमविड्थ 3600 होगा इसलिए अब आइसोट्रोपिक एलिमेंट को लेने के बजाय हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डाईपोल और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डाईपोल लेते हैं तो 4 हॉरिजॉन्टल डाईपोल हम जानते हैं कि अधिकतम फील्ड इस विशेष डायरेक्शन में होगा बस मुझे आप को याद दिलाना है कि आप एक कलम के रूप में डाईपोल के बारे में सोच सकते हैं इसलिए अधिकतम रेडिएशन इसी डायरेक्शन में होगा और न्यूनतम रेडिएशन इस विशेष डायरेक्शन में होगा तो यह यहाँ पर इस तरह 8 का आंकड़ा बनाता है अब यह डाईपोल रेडिएशन पैटर्न है चूंकि इन 2 एलिमेंट को समान एंप्लीट्यूड और फेज के साथ फीड किया जाता है यह ऐरे फैक्टर है इसलिए हम इन 2 को गुणा करते हैं हम वास्तव में यहां नैरो पैटर्न प्राप्त करते हैं और आप वास्तव में इसे सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं यह 1 1 1 है लेकिन हम कहें कि यदि यह 08 है और यदि यह 07 तो 08 07 056 है इसलिए यह नैरो पैटर्न बन जाता है और यदि हम हाफ पावर बीमविड्थ को देखते हैं तो हाफ पावर बीमविड्थ घटता है इसलिए गेन बढ़ेगा इसलिए इसके बजाय हमें एक डाईपोल के लिए 2 dB का गेन प्राप्त करने के लिए कहें अगर हम 2 एलिमेंट ऐरे का उपयोग करते हैं तो हमारे पास अब बड़ा गेन होगा इसलिए अब 2 एलिमेंट का उपयोग करने के बजाय यदि हम N एलिमेंट का उपयोग करते हैं तो यहाँ N एलिमेंट हैं तो आप 1 2 3 और इतने से शुरू कर सकते हैं यहां हमने पहले एलिमेंट को ओरिजिन में लिया है और फिर अन्य एलिमेंट समान डिस्टेंस पर हैं जो d के बराबर है तो अब हम E का पता लगा सकते हैं जो फार फील्ड पैटर्न है क्योंकि इन सभी एलिमेंट के कारण हम फार अवे डिस्टेंस पर कुल फील्ड का पता लगा सकते हैं इसलिए चूंकि यह विशेष एलिमेंट ओरिजिन पर है इसलिए यह टर्म 1 होगा यह विशेष एलिमेंट d की डिस्टेंस पर है तो अब हमारे पास e टू दी पावर j है यह 2 d पर रखा है तो हमारे पास 2 3 है और इसी तरह और क्या है क्या है δ δ इन एलिमेंट के बीच फेज डिफरेंस है तो अगर हम इस विशेष एलिमेंट को हम कहते हैं कि 1∠0 फ़ीड करते है तो यह 1∠δ1∠2 δ1∠3δ और इतने पर जाएगा इसलिए अब हमें इस विशेष एक्वेशन को सरल बनाना होगा तो सिंपलीफिकेशन करने के लिए आइए पहले इस संपूर्ण एक्वेशन को टर्म e टू दी पावर j से गुणा करें तो फिर 1 ejψ ej2ψ हो जाएगा और अंतिम टर्म ejnψबन जाएगा E1ejψej2ψej3ψejψ Eejψejψej2ψej3ψejnψ E Eejψ1 ejnψ E1 ejnψ1 ejψ Eejnψ2e jnψ2 ejnψ2ejψ2e jψ2 ejψ2sinnψ2sinψ2 As Elim nsinnψ2nψ2 2sin2 Emaxn Enormsinnψ2nsinψ2 तो यह नार्मलाइज्ड रेडिएशन पैटर्न है अब इस रेडिएशन पैटर्न की कैलकुलेशन इस विशेष फैशन में की जा सकती है तो यहाँ n आइसोट्रोपिक एलिमेंट की ऐरे का एक रेडिएशन पैटर्न है इसलिए n 1 के लिए हमारे पास बस इस तरह का एक पैटर्न होगा 0 से 1800 तक वेरी होने के लिए इसलिए जब n 2 यह 1 से 0 वेरी होता है तो n 3 के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नल है और इस विशेष चीज़ को साइड लोब लेवल के रूप में जाना जाता है जैसे n बढ़ जाती है आप देख सकते हैं कि हाफ पावर बीमविड्थ कम हो रही है हाफ पावर बीमविड्थ किस पॉइंट के अनुरूप होगी तो यह 1 है यह 07 है 07 से अधिक है यदि आप इस तरह से कहीं लाइन खींचते हैं तो यह हाफ पावर बीमविड्थ होगा अन्य आधा इस विशेष साइड से यहां आएगा ठीक है तो अब आप यह भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती है आप देख सकते हैं कि अधिक संख्या में साइड लोब हैं इन सभी को एक सरल एक्सप्रेशन का उपयोग करके प्लॉट किया जाता है इसलिए उस एक्सप्रेशन का उपयोग करके हम वास्तव में बहुत सी अन्य विशेषताओं का पता लगा सकते हैं आइए अब हम कुछ एलिमेंट ऐरे के कुछ विशेष मामलों को लेते हैं तो यह एक ब्रॉडसाइड पहलू है जिसमें सभी सोर्स को एक ही फेज में फीड किया जाता है इसलिए यहां उदाहरण के लिए हमारे पास 4 एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस d के बराबर है तो हम जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है 2πdcos लेकिन बाद में वे एक ही फेज में हैं δ 0 से आइए हम d 2और n 4 का मामला लेते हैं तो अगर हम δ का मूल्य यहाँ सब्स्टिटयुट करते हैं d λ 2 यहाँ पर सब्स्टिटयुट करते हैं हम एक्सप्रेशन cos को आसान बना सकते हैं तो अब नार्मलाइज्ड फील्ड क्या है तो नार्मलाइज्ड फ़ील्ड को इस एक्सप्रेशन द्वारा n 4 के लिए दी जाती है Ensin4ψ24sinψ2sin24sinψ2 अब हम फिर से φ के कुछ मामलों हो लेते हैं तो φ 0 60 90 इस φ के लिए आपके मूल्य को कैलकुलेट कर सकते है कि आप देख सकते हैं कि अगर यह 0 यहाँ हैं तो φ 0 cos 0 1 तो 2πdcos तो φ 60 के लिए cos 60 12 2 φ 90 के लिए cos 90 0 0 अब के इन मूल्यों के लिए हम इस एक्सप्रेशन का उपयोग E के मूल्यों को खोजने के लिए कर सकते हैं औरफिर हम इन चीजों को रेडिएशन पैटर्न के रूप में प्लॉट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह बीम मैक्सिमा ब्रॉडसाइड डायरेक्शन में है हमारे पास यहाँ पर साइड लोब लेवल है और बैक रेडिएशन भी है इस विशेष मामले में यह पता लगाना आसान है कि पहले नल के बीच बीमविड्थ क्या है तो आप देख सकते हैं कि E 0 जो इस के साथ है तो E 0 φ 600 के साथ और E 1 900 के साथ तो पहले नल के बीच बीमविड्थ यह 300 और यह 300 होगा तो कुल 600 होगा आइए हम एंडफायर ऐरे के मामले को लेते हैं इस विशेष मामले में क्या है कि हमने फिर से d λ 2 ले लिया है लेकिन अब हम बीम मॅक्सिमा φ 00 प्लेन में होना चाहता है तो आप क्या डालते हैं 0 क्योंकि 0 रेडिएशन के अधिकतम मूल्य से मेल खाता है 0 और डिजायर्ड φ 0 के लिए δ π आता है और δ और d के इस मूल्य के लिए आप के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर से एक ही बात करिए रेडिएशन पैटर्न प्लॉट करो तो आप देख सकते हैं कि अब रेडिएशन पैटर्न में इस विशेष डायरेक्शन में बीम मैक्सिमा है मैं बस यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूं यह डिजायर्ड रेडिएशन पैटर्न था यह पूरी तरह से अनडिजायर्ड रेडिएशन पैटर्न है वास्तव में यह ग्रेटिंग लोब के रूप में जाना जाता है हम कुछ स्लाइड्स के बाद देखेंगे ग्रेटिंग लोब क्या है इसलिए मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि यह वास्तव में अनडिजायर्ड रेडिएशन पैटर्न एंडफायर ऐरे है जिसे मूल रूप से केवल एक डायरेक्शन में रेडिएट किया जाना चाहिए तो बस आपको यह बताने के लिए कि एक उचित एंडफायर ऐरे को डिज़ाइन करने के लिए हमें कभी भी d λ2 नहीं लेना चाहिए वास्तव में आम तौर पर d λ4 एंडफायर ऐरे के लिए जब मैं यागी उदा एंटीना ऐरे के बारे में बात करता हूं तो मैं इस विशेष मामले को लेता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप d λ4 लेते हैं तो आपको एंडफायर रेडिएशन पैटर्न मिलता है तो कृपया याद रखें कि यह एक डिजायर्ड डिस्टेंस नहीं है आपको हमेशा एंडफ़ायर ऐरे के लिएd λ2 लेना चाहिए अब आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में अधिकतम फील्ड के साथ ऐरे देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम डिजायर्ड बीम φ 600 के साथ चाहते हैं तो हम δ का मूल्य अच्छी तरह से मिल सकती है हमें d λ 2 के लिए कहना चाहिए कि हमें क्या करने की आवश्यकता है हमने कंडीशन 0 को φ 600 पर रखा है तो यह विशेष रूप से एक्वेशन में इन मूल्यों को सब्सीटीट्यूट करके आपका मूल्य δ π2 मिल सकता है इसलिए यदि आप के पास 1 फेज डिफरेंस है तो π 2 तब π 3π 2 आपको रेडिएशन पैटर्न इस प्रकार मिल जाएगा तो बस विभिन्न एलिमेंट के बीच के फेज डिफरेंस को बदलकर आप बीम को ब्रॉडसाइड से सभी डायरेक्शन में एंडफ़ायर डायरेक्शन में स्कैन कर सकते हैं तो यह फेज ऐरे एंटीना की कॉन्सेप्ट है अब देखते हैं कि हम नल डायरेक्शन कैसे पा सकते हैं इसलिए ऐरे के लिए नल डायरेक्शन खोजना बहुत आसान है हम जानते हैं कि यह ऐरे फैक्टर है आप सभी यह करें आप sinnψ20 आते हैंजहां k 1 2 3 तो हम sin18000 के लिए जानते हैं तो इस मान को सब्सीटीट्यूट करके nψ2 kहम एक्सप्रेशन पा सकते के लिए ψ2kn हैं अब ब्रॉडसाइड ऐरे के लिए δ 0 इसलिए आप का मूल्य यहां पर सब्सीट्यूट करते हैं इसे समान करते हैं हम इस विशेष एक्सप्रेशन का उपयोग करके नल की डायरेक्शन पा सकते हैं 2πdcoso2kn0 cos 1knd अब एलिमेंट के लिए अधिकतम साइड लोब लेवल की डायरेक्शन कैसे ढूंढें अधिकतम साइड लोब लेवल का पता लगाना सरल है आपको क्या करने की आवश्यकता है न्यूमैरेटर को बनाएं sinnψ2±1 → nψ2±2k12 तो अब हम इस विशेष बात को सरल कर सकते हैं हम इस के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं आपके मान को सब्सीटीट्यूट कर सकते हैं ψ2πdcosϕ अब यहाँ φ अधिकतम SLL की डायरेक्शन होगी तो इस विशेष एक्वेशन को हल करके आप अधिकतम साइड लोब लेवल की डायरेक्शन पा सकते हैं अब साइड लोबलेवल का मेग्नीट्यूड क्या है खैर अब हम इस विशेष एक्सप्रेशन का उपयोग कर सकते हैं

1nsin2k12n इसलिए यहां हम केवल एक विशेष मामला बनाएंगे तो बहुत बड़े n के लिए यह टर्म छोटा हो जाएगा तो हम sin x x कह सकते हैं इसलिए अब इसे यहां सब्सीटीट्यूट किया जा सकता है सिंपलीफाई करें यह मान आता है AF 1n2k12n 22k10212 k 1 के लिए जो प्रथम साइड लोब लेवल है K 2 के लिए आप दूसरे साइड के लोब लेवल का मान पा सकते हैं और इसी तरह आप दूसरे साइड के लोब लेवल का मान पा सकते हैं तो आप dB में उस साइड लोब लेवल को देख सकते हैं 20 log of 0212 135 dB अब इसी तरह हम ऐरे के हाफ पावर बीमविड्थ का पता लगा सकते हैं आपको यह जानने की जरूरत है कि ऐरे फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन इसके द्वारा दी गई है तो यह 12 के बराबर होना चाहिए क्यों हम 12के बराबर कर रहे हैं इसका कारण नार्मलाइज्ड मूल्य है जो अधिकतम मूल्य के लिए 1 के बराबर है तो हाफ पावर के लिए यह 12 होगा फिर हम यहाँ थोड़ा सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं बड़े n के लिए हाफ पावर बीमविड्थ छोटा होगा क्योंकि बड़े ऐरे के लिए हाफ पावर बीमविड्थ छोटा होगा तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि sin2 को 2 के रूप में लिखा जा सकता है यह एक sinc फ़ंक्शन है जो 12 के बराबर है और आप इस विशेष बात को हल कर सकते हैं AF sinnψ2n212 तो इस बात का सॉल्यूशन आता है nΨ 2 13915 वास्तव में आप इस मूल्य को क्या कर सकते हैं आप इस मूल्य को सब्सीट्यूट करें और कैलकुलेटर का उपयोग करके इसकी गणना करें आपको 12 का यह मूल्य मिलेगा कृपया याद रखें कि यह रेडियन में है तो फिर से ब्रॉडसाइड रूप के लिए हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है और यह अब यहाँ से बराबर है आप प्राप्त कर सकते हैं यह 2 यहाँ पर 2783 n पर जाता है तो यहां से हम φ का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और फिर हाफ पावर बीमविड्थ इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ग्रेटिंग लोब क्या है और हम इन ग्रेटिंग लोब से कैसे बच सकते हैं तो ग्रेटिंग लोब से बचने के लिए हमें वह कंडीशन रखनी होगी जो हमेशा 2 से कम या बराबर होनी चाहिए हमने देखा है कि बीम मैक्सिमा 0 के लिए आती है लेकिन फिर से बीम मैक्सिमा तब आती है जब 2π तो अगर हम इस कंडीशन को बनाए रखते हैं जो 2π है तो हम ग्रेटिंग लोब से बच सकते है तो यह विशेष रूप से एक्सप्रेशन अब सरल किया जा सकता है 2πdcos cosm ≤ 2π d1cos cosm जहां φ m अधिकतम रेडिएशन की डायरेक्शन है तो अब हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि सबसे खराब स्थिति क्या है हम हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए डिजाइन करते हैं तो जो हमें d λ देता है हमेशा इस विशेष टर्म से कम होना चाहिए तो ब्रॉडसाइड ऐरे के लिए यह विशेष बात d λको कम करती है d λ 1 इसका मतलब है d λ और एंडफायर ऐरे के लिए d λ 2 इसलिए मुझे याद है कि मैंने एंडफायर ऐरे के लिए आपको उल्लेख किया था जिसका उदाहरण मैंने d λ 2 लिया है और यही कारण है कि वहाँ ग्रेटिंग लोब था हमने d λ2 लिया था वहाँ ग्रेटिंग लोब नहीं होता अब केवल यूनिफॉर्म फ़ीड की समस्या को देखें यूनिफ़ॉर्म फीड में क्या समस्या है यहाँ यूनिफार्म फ़ीड के साथ समस्या है उदाहरण 5 एलिमेंट के लिए लिया गया है सभी एलिमेंट समान एंप्लीट्यूड और फेज के साथ फीड किए गए हैं इस विशेष मामले के लिए समस्या यह है कि साइड लोब का लेवल 13 dB से कम है या वास्तव में वास्तव में एक बहुत बड़े यूनिफॉर्म ऐरे के लिए भी साइड लोब का लेवल सर्वश्रेष्ठ 135 dB पर हो सकता है ऐसे कई अनुप्रयोग हैं जहाँ हम चाहते हैं कि साइड लोब का लेवल 20 dB से कम या 30 dB से कम हो तो आप देख सकते हैं कि समान एंप्लीट्यूड और समान फेज के साथ फीड किये गए 5 एलिमेंट के लिए हाफ पावर बीमविड्थ 230 के क्रम का है लेकिन साइड लोब का लेवल 13 dB के क्रम का है अब अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेने के बजाय यदि आप बाईनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं जो कि 1 4 6 4 1 का एंप्लीट्यूड होगा तो इस विशेष मामले में साइड लोब लेवल नहीं है हालांकि इस विशेष मामले के साथ एक समस्या है हाफ पावर बीमविड्थ 310 है जो 230 से बहुत बड़ा है इसलिए इस विशेष ऐरे का गेन इस विशेष ऐरे से छोटा होगा अब यह एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जो 1 16 19 16 1 है इस विशेष मामले में लोब लेवल 20 dB के क्रम का है आप देख सकते हैं कि यह इस जगह की तुलना में छोटा है इस विशेष मामले में हाफ पावर बीमविड्थ है लगभग 270है तो इसका गेन इससे छोटा होगा लेकिन इसका गेन इस से बड़ा होगा ओके अब आपको केवल ग्रेटिंग के मामले को दिखाने के लिए यदि केवल 2 एलिमेंट को फीड किया जाता है तो ये 2 एक्सट्रीम एलिमेंट हैं अब इस एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस क्या है और यह देखें कि हमने स्पेस को λ 2 के रूप में लिया है तो कुल लंबाई 2λ है तो 2λ लंबाई के कारण आप देख सकते हैं कि अब 2 ग्रेटिंग लोब हैं जो यहाँ पर हुए हैं तो इस विशेष स्थिति से बचा जाना चाहिए तो हम इस नॉन यूनिफार्म एंप्लीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो यह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मामला है जो यहां दिखाया गया है 17 एलिमेंट के लिए सभी एलिमेंट में λ 4 के बराबर स्पेस है तो इस विशेष ऐरे की कुल लंबाई यहां से यहां तक होगी तो ऐरे की कुल लंबाई 4λ के बराबर होगी तो यह डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है सभी एलिमेंट को समान एंप्लीट्यूड के साथ फीड किया जाता है बाईनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप देख सकते हैं कि यह डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आप वास्तव में नोटिस कर सकते हैं कि पिछले कुछ एलिमेंट बहुत छोटे एंप्लीट्यूड के साथ फीड किये गए हैं तो वास्तव में यह लगभग 17 एलिमेंट ऐरे के बजाय 13 एलिमेंट ऐरे के बराबर दिखता है यही कारण है कि बाईनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन का गेन अपेक्षाकृत छोटा है तो यह टेलर डिस्ट्रीब्यूशन है यह डॉल्फ साचेबिशफ डिस्ट्रीब्यूशन है हालाँकि मैं आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन के समान कुछ दिखाने जा रहा हूँ जो वास्तव में यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर कोसाइन स्क्वायर्ड कोसाइन है मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा कि मैंने आपको यह विशेष चीज क्यों दिखाई है लेकिन हमें इन बातों को प्लॉट करना चाहिए इसलिए पहले जैसा कि यहां पर ट्रायंगुलर है डिस्ट्रीब्यूशन समान होगा क्योंकि यह कोसाइन डिस्ट्रीब्यूशन इस विशेष प्लॉट के अनुरूप है और कोसाइन स्क्वायर्ड कुछ हद तक इसी के समान है तो अब मैं आपको कोरिलेशन दिखाता हूं आप देख सकते हैं कि यह फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन लगभग बाईनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन के समान है सिवाय इसके कि कुछ एंप्लीट्यूड इस विशेष एलिमेंट पर भी है यही कारण है कि यह अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इस विशेष डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एनालिटिकल एक्सप्रेशन उपलब्ध हैं तो बस आपको यूनिफार्म ट्रायंगुलर कोसाइन कोसाइन स्क्वायर्ड दिखाना है तो यह यूनिफार्म डिस्ट्रीब्यूशन है यह ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कोसाइन डिस्ट्रीब्यूशन है और यह कोसाइन स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है और इस विशेष मामले के लिए यहां स्पेस फैक्टर दिखाया गया है वास्तव में स्पेस फैक्टर इस कंडीशन के साथ ऐरे फैक्टर के समान है कि एलिमेंट स्पेस बहुत छोटा है और एलिमेंट की संख्या बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूशनों के लिए एनालिटिकल एक्सप्रेशन उपलब्ध हैं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के क्या प्रॉपर्टी हैं आइए हम इन पर ध्यान दें तो ये हाफ पावर बीमविड्थ के लिए एक्सप्रेशन हैं तो आप देख सकते हैं कि यह यूनिफार्म के लिए हाफ पावर बीमविड्थ के लिए एक्सप्रेशन है यह ट्रायंगुलर के लिए है यह कोसाइन के लिए है यह कोसाइन स्क्वायर्ड के लिए है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस विशेष मामले की तुलना में यहाँ बीमविड्थ बहुत बड़ा है इसलिए इसका गेन भी अपेक्षाकृत कम है आइए जरा फायदों पर नजर डालते हैं कि कोसाइन स्क्वायर के क्या फायदे हैं तो यूनिफार्म के लिए हमें 132 का साइड लोब लेवल मिलता है यदि हम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो यह 264 है यदि हम कोसाइन डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं 232 और कोसाइन स्क्वायर्ड के लिए हमें 315 dB मिलता है इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को चुनकर आप वास्तव में साइड लोब लेवल को कम कर सकते हैं हालांकि किसी को उस दंड का भुगतान करना पड़ता है और उस दंड का भुगतान कम डिरेक्टिविटी के संदर्भ में किया जाता है तो यूनिफार्म फील्ड के लिए डिरेक्टिविटी एक्सप्रेशन 2lλ द्वारा दी जाती है जहां l ऐरे की लंबाई है तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की डिरेक्टिविटी इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दी गई है आप देख सकते हैं कि इसे 075 के फैक्टर से कम किया जाता है कोसाइन के लिए इसे 081 के फैक्टर से कम किया जाता है और कोसाइन स्क्वायर्ड के लिए इसे 0667 के फैक्टर से कम किया जाता है तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह यूनिफॉर्म एंप्लीट्यूड ऐरे के डिरेक्टिविटी का लगभग दो तिहाई है अब हम अगले कॉन्फ़िगरेशन पर शिफ्ट होंगे जो रेक्टेंगुलर प्लेनार ऐरे है तो यहाँ हमारे पास इस विशेष अक्ष के साथ n एलिमेंट हैं और x अक्ष के साथ m एलिमेंट हैं तो x द्वारा डिनोटेड x अक्ष के साथ एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस dx dx और dx हैं और इस विशेष डायरेक्शन के साथ एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस dy dy हैं इन सभी एलिमेंट की समान डिस्टेंस है तो अब देखते हैं कि हम इस रेक्टेंगुलर प्लेनार ऐरे के लिए समग्र रेडिएशन पैटर्न का पता कैसे लगा सकते हैं तो पहले हम क्या करते हैं हम एक लीनियर ऐरे के रेडिएशन पैटर्न को जोड़ते हैं तो बस इस एक लीनियर ऐरे के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि एक लीनियर ऐरे के रेडिएशन पैटर्न का पता कैसे लगाया जा सकता है आप देख सकते हैं कि m एलिमेंट हैं तो यह इन सभी एलिमेंट के लिए x अक्ष पर नार्मलाइज्ड रेडिएशन पैटर्न है ध्यान दें कि के बजाय एक छोटा सा परिवर्तन है x x इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि इसका क्या मतलब है अब इन सभी एलिमेंट के बारे में सोचें अब हमें इन सभी एलिमेंट के ऐरे फैक्टर का पता चला है अब पैटर्न मल्टीप्लिकेशन के सिद्धांत के बारे में सोचें जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी तो इन सभी एलिमेंट को अब सिंगल ऐरे फैक्टर द्वारा दर्शाया जा सकता है इन सभी एलिमेंट को अब सिंगल ऐरे फैक्टर द्वारा दर्शाया जा सकता है तो अब आप सोच सकते हैं कि केवल n एलिमेंट हैं और हम जानते हैं कि अब प्रत्येक एलिमेंट का रेडिएशन पैटर्न क्या है इसलिए हमें यह करने की आवश्यकता है कि हम इस विशेष ऐरे फैक्टर को y अक्ष के साथ एलिमेंट के ऐरे फैक्टर के साथ गुणा करें तो आप देख सकते हैं कि N एलिमेंट हैं तो यह यहाँ पर इस विशेष मामले के लिए ऐरे फैक्टर है तो इस रेक्टेंगुलर प्लेनार ऐरे के लिए कुल ऐरे फैक्टर इस लीनियर ऐरे के साथ इस लीनियर ऐरे के ऐरे फैक्टर को गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है तो यह इस प्लेनार ऐरे के लिए समग्र ऐरे फैक्टर है तो आइए अब देखते हैं कि x और y मान क्या हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने x kdx sinθcosφ प्लस βx βx लिखा है जो कुछ भी नहीं है लेकिन x अक्ष के साथ एलिमेंट के बीच फेज डिफरेंस है तो अब देखते हैं कि ये 2 कंडीशन क्यों हैं तो k β 2πλ dx x अक्ष के साथ डिस्टेंस है अब हमारे पास ये टर्म क्यों हैं तो अब देखते हैं कि हम एक पॉइंट p पर रेडिएशन पैटर्न खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डिस्टेंस r पर है तो हम xy प्लेन के साथ इस विशेष पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या करते हैं इसलिए हम यहां पर प्रोजेक्शन लेते हैं और फिर यहां इस तरह की एक लाइन खींचते हैं तो अब इस विशेष x के लिए यह कोण φ है तो का मतलब है कि इस पूरी बात cos φ से गुणा किया जाना है और यही वजह है cos φ टर्म चित्र में आता है अब इसे इस विशेष डायरेक्शन में ले जाना है तो यह अब हो जाएगा यह कोण θ है तो यह 90 θ हो जाएगा तो यह अब sin θ से गुणा किया जाएगा तो यही वजह है कि x sin θ cos φ है देखते हैं किy के लिए क्या हो रहा है फिर अब हम x प्लेन पर इस विशेष चीज का प्रोजेक्शन करते हैं अब इस विशेष मामले में हमें y अक्ष के साथ चलना होगा तो यह अब 90 φ हो जाएगा तो यह sin φ के बराबर होगी और उसके बाद फिर से इसे इसके साथ लेना चाहिए फिर यह sin θ से गुणा किया जाना चाहिए और βy सभी y डायरेक्शन में एलिमेंट के बीच फेज डिफरेंस है तो अब हम कहते हैं कि हम पता लगाने के लिए βx और βy का मान क्या होना चाहिए बीम मॅक्सिमा के डिजायर्ड डायरेक्शन के लिए θ0 और φ0 के साथ तो तुम क्या करते हो आप x 0 y 0 डालते हैं तो यह डालकर हम βx और βy का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं तो डिजायर्ड डायरेक्शन क्या है मान लीजिए कि बीम मॅक्सिमा हम कहे θ0 300 φ0 450 पर होना चाहिए तो आप इस मान को सब्सीटीट्यूट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम डिजायर्ड बीम मॅक्सिमा θ0 300 और φ0 450 के साथ होना चाहते हैं इस मान को सब्सीटीट्यूट करते हैं और आपको βx और βy का मूल्य मिल सकता है तो बस आपको यह बताने के लिए कि उस विशेष मामले में क्या होगा तो यह 0 हो जाएगा यह हो जाएगा βx यह होगा 2 βx यह 3βx और इतने पर यह होगा 0 βy 2βy 3βy और इतने पर इस के बारे में क्या यहां यह βy βx हो जाएगा इसके अनुरूप यहां 2 βx βy हो जाएगा तो यह है कि आपको वास्तव में इन सभी एलिमेंट के लिए फेज डिफरेंस की गणना कैसे करनी है तो आइए हम 5 x 5 के रेडिएशन पैटर्न को देखते हैं मैंने यहाँ पर dx dy λ 4 के 2 अलग अलग मामलों को यहाँ दिखाया है और इस विशेष मामले में एक मात्र अंतर यह है कि dx dy λ 2 इसलिए इस विशेष मामले में हम एक ब्रॉडसाइड रेडिएशन पैटर्न चाहते थे तो ब्रॉडसाइड रेडिएशन पैटर्न के लिए βx βy 0 और हम 5 x 5 एलिमेंट का एक स्क्वायर ऐरे ले लिया है तो M N 5 तो आप d λ 4 के लिए और d λ 2 के लिए रेडिएशन पैटर्न देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत नैरो बीम है इसका कारण यह है कि डिस्टेंस बड़ी है तो कुल एपर्चर फील्ड अधिक होगा और यदि कुल एपर्चर फील्ड अधिक है तो गेन अधिक होगा और इसलिए हाफ पावर बीमविड्थ छोटा होगा तो अब देखते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लेनार ऐरे की डिरेक्टिविटी को कैसे देखें तो प्लेनार ऐरे की डिरेक्टिविटी को खोजने के लिए आपको बस यह करने की आवश्यकता है कि इस विशेष एक्सप्रेशन का उपयोग करें जहां Dx x अक्ष के साथ डिरेक्टिविटी है लीनियर ऐरे के लिए Dy y ऐरे के साथ एलिमेंट की डिरेक्टिविटी है अब यह cos θ0 क्या है Cos θ0 चित्र में आता है अगर बीम ब्रॉडसाइड में नहीं है हम कहते हैं कि अगर कहे बीम मॅक्सिमा हम कहते हैं θ0 300 पर हैं तो फिर तुम cos 300 सब्सीट्यूट करते है मतलब यह होगा कि डिरेक्टिविटी रिलेटिवली cos θ0 फैक्टर से छोटा होता है लेकिन ब्रॉडसाइड ऐरे के लिए θ0 0 तोहम इस विशेष एक्सप्रेशन के रूप में डिरेक्टिविटी का मूल्य मिल सकता है अब हम यहाँ पर ब्रॉडसाइड ऐरे के लिए डिरेक्टिविटी की एक्सप्रेशन को रखने का प्रयास करते हैं तो एक्सप्रेशन Dx के लिए है मैंने आपको तालिका में दिखाया था तो Dx 2Lxλ Dy 2Lyλ तो अगर हम अब आसान बनाते हैं तो मिलता है 4πLx Lyλ2 और ऐरे Lx Ly का एरिया क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह परिचित एक्सप्रेशन डिरेक्टिविटी 4πAλ2 द्वारा दिया जाता है तो आज हमने संक्षेप में लीनियर ऐरे के बारे में चर्चा की हैं हमने नॉन यूनिफार्म एंप्लीट्यूड ऐरे के बाद यूनिफार्म एंप्लीट्यूड के बारे में बात की हमने किसी भी डिजायर्ड डायरेक्शन में ब्रॉडसाइड ऐरे एंडफ़ायर ऐरे और बीम मैक्सिमा के बारे में भी बात की यह फेज्ड एंटीना का सिद्धांत है कि आप विभिन्न एलिमेंट के बीच फेजों को बदलते हैं और बस अलग अलग एलिमेंट के बीच फेज डिफरेंस को बदलकर आप बीम को ब्रॉडसाइड से सभी तरह से एंडफ़ायर डायरेक्शन में स्कैन कर सकते हैं इसलिए फेज को बदलकर आप इस विशेष डायरेक्शन में बीम को स्कैन कर सकते हैं या आप इस विशेष डायरेक्शन में भी बीम को स्कैन कर सकते हैं तो यह फेज्ड एंटीना का सिद्धांत है फिर हमने संक्षेप में रेक्टेंगुलर प्लेनार ऐरे के बारे में बात की और हमने देखा कि कैसे रेक्टेंगुलर प्लेनार ऐरे के रेडिएशन पैटर्न को खोजने के लिए केवल पैटर्न मल्टीप्लिकेशन अवधारणा का उपयोग करके जहां हम एक लीनियर ऐरे की डायरेक्शन को दूसरे लीनियर ऐरे के साथ गुणा करते हैं इसलिए अगले व्याख्यान में मैं माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के बारे में बात करूंगा तब तक बाय